आपका स्वागत है छात्रों को प्राप्य प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं वितरण चैनल और वितरण चैनल में यह समझने के लिए कि क्या हमें इसके लिए जाना चाहिए प्रत्यक्ष विपणन या हमें अप्रत्यक्ष विपणन के लिए जाना चाहिए लेकिन वितरण का चैनल हम चयन करना चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि उदाहरण की मदद से समझें यदि आप प्रत्यक्ष विपणन के लिए जाते हैं तो यह हमें कैसे लाभान्वित करने वाला है और यदि आप अप्रत्यक्ष के लिए जाते हैं मार्केटिंग कैसे कंपनी को फायदा पहुंचाने वाली है क्योंकि कंपनी का अंतिम उद्देश्य निवेश पर ROI रिटर्न को अधिकतम करना है और जहाँ ROI को अधिकतम किया जाता है जो वितरण के वितरण चैनल का पसंदीदा तरीका होना चाहिए बाजार में कंपनी के उत्पादों की इसलिए हमें दो अलग अलग चैनलों का मूल्यांकन करना होगा और आइए देखते हैं कि अगर कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए जाती है तो कंपनी के लिए क्या होगा अप्रत्यक्ष विपणन क्या होगा इसलिए हमारे पास ऐसी स्थिति है जैसे हमारे पास जानकारी है वहाँ कंपनी है जो निर्माण के बारे में कह रही है कि कितनी इकाइयाँ हैं यूनिट की संख्या वे एक निश्चित समय में या शायद एक समय में बाजार में निर्माण कर रहे हैं वर्ष 360 सही है और निवेश जो कंपनी ने किया है वह विनिर्माण क्षेत्र में है कंपनी द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों में परिसंपत्तियों का निवेश है जो कि मान लिया जा सकता है छोटे आंकड़े 20000 रुपए और कंपनी एक साल में 360 यूनिट बनाती है और इस मामले में उत्पादन की लागत जब आप प्रति यूनिट उत्पादन की लागत के बारे में बात करते हैं यानी उत्पादन की लागत प्रति यूनिट 100 रुपये है और बिक्री मूल्य जो कंपनी ला सकती है बाजार या कंपनी से उत्पाद बेच सकते हैं बाजार में है कि रुपये 150 सही है अभी वहाँ दो चैनलों संभव कंपनी अप्रत्यक्ष विपणन के लिए भी जा सकते हैं या कंपनी कर सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए जाएं अब कंपनी अप्रत्यक्ष विपणन के लिए जाती है इसका मतलब है कि यदि कंपनी अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में उत्पाद बेचने के लिए पसंद करती है विपणन माध्यम इसलिए ऐसी संभावना है कि कंपनी उत्पाद को 10 व्यापार छूट पर बेच सकती है कंपनी वितरक को या खुदरा विक्रेता को बिक्री मूल्य पर 10 व्यापार छूट दे सकती है उत्पाद बाजार में जा सकता है यह 10 व्यापार छूट पर है कंपनी उत्पाद बेच सकती है और इस मामले में कंपनी को जो क्रेडिट अवधि देनी है क्रेडिट अवधि 2 होगी महीने की कंपनी को 2 महीने की क्रेडिट अवधि देनी होती है तो 10 व्यापार छूट उत्पाद को बाजार में बेचा जा सकता है और क्रेडिट अवधि दी जानी है 2 महीने है यदि हम अप्रत्यक्ष विपणन के लिए बेच रहे हैं तो यह जानकारी उपलब्ध है बाजार में पूरे उत्पाद का उत्पादन बाजार में 10 व्यापार छूट पर दिया जा सकता है चैनल और फिर वह 2 महीने की क्रेडिट अवधि के लिए अनुरोध कर रहा होगा वहाँ दूसरा है विधि भी है कि प्रत्यक्ष विपणन यदि कंपनियां सीधे विपणन के लिए जाना पसंद करती हैं तो वे हो सकते हैं उस मामले में उनके अपने विशेष मार्केटिंग स्टोर हैं कि उन्हें क्या करना है आगे निवेश एक निवेश जो उन्होंने बनाया है वह है 20000 की निर्माण परिसंपत्तियों में निवेश रुपये और उनके बनाने विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के तहत आगे निवेश करना संपत्ति मार्केटिंग एसेट्स हो सकते हैं कि उन्हें स्टोर में निवेश करना होगा या निर्माण करना हो सकता है नेटवर्क में इसकी लागत होती है और यह निवेश 4000 रुपये का होता है जो अतिरिक्त निवेश है और यह निवेश यह होगा कि आप देख सकते हैं कि यह पूंजी निवेश है और अतिरिक्त विपणन ओवरहेड्स जो आवर्ती आधार पर विपणन ओवरहेड्स होंगे ओवरहेड्स की मार्केटिंग के लिए उन्हें 3000 रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा 3000 लेकिन क्रेडिट अवधि 1 महीने के लिए नीचे आ जाएगी क्रेडिट अवधि 1 महीने के लिए नीचे आ जाएगी इसलिए यहां हम उत्पाद विक्रय मूल्य 150 बेच रहे हैं जो बाजार द्वारा तय किया गया है हमारी लागत है 100 और जब हम अप्रत्यक्ष विपणन में बेच रहे हैं तो वे उत्पाद और 135 रुपये दे रहे हैं चैनल के लिए और चैनल उस उत्पाद को बाजार में बेच रहा है और क्रेडिट अवधि जो चैनल है अपने 2 महीने के लिए पूछ रहा है यदि आप प्रत्यक्ष विपणन के लिए जाते हैं तो उत्पाद बाजार में जाएगा और 150 रुपये और हमें विपणन परिसंपत्तियों में भी कुछ अतिरिक्त निवेश करना होगा और कुछ मार्केटिंग ओवरहेड्स हमें उकसाने हैं जो 4000 और 3000 हैं लेकिन इसका बड़ा फायदा है वह यह है कि क्रेडिट अवधि आधी हो जाएगी जो 1 महीने तक कम हो जाएगी यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं मैं बाद में उस पर जोड़ दूंगा बाजार की जानकारी या क्रेडिट जानकारी या ग्राहकों को प्राप्त करने की लागत जानकारी है कि लागत हम पर बाद में विचार करना होगा लेकिन हमें इस स्थिति का मूल्यांकन करने दें सबसे पहले हम अप्रत्यक्ष विपणन के लिए कहते हैं जब हम इस चैनल को अप्रत्यक्ष विपणन के लिए जाते हैं यदि हम चयन कर रहे हैं तो क्या होगा क्या है बाजार मूल्य बाजार बाजार मूल्य प्रति यूनिट है रुपये 150 और व्यापार छूट कितनी है कम व्यापार छूट हम 10 की दर से दे रहे हैं तो यह होगा कि कितना होगा कहीं 15 रुपये तो इसका मतलब है कि अंत में शुद्ध बिक्री मूल्य कितना शुद्ध बिक्री मूल्य होगा कितना होगा जो कि 135 रुपये है और उत्पाद की लागत प्रति यूनिट लागत से कम लागत क्या है प्रति यूनिट उत्पादन की लागत का उत्पाद 100 रुपये है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रति यूनिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है प्रति यूनिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है रुपए 35 ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रति यूनिट 35 रुपए सही है यह परिचालन लाभ उपलब्ध है और 360 इकाइयों पर परिचालन लाभ कुल उत्पादन या कुल उत्पादन पर परिचालन लाभ कितना है यह कितना है यह ३६० रुपए से गुणा होने वाली ३६० यूनिट है रुपए 12600 सही कुल वार्षिक बिक्री पर परिचालन लाभ का यह बहुत कुछ उपलब्ध है कंपनी अब हम कहानी के दूसरे भाग में जाते हैं कि निवेश की कितनी आवश्यकता है यदि आप निवेश लेखांकन के लिए जाना चाहते हैं तो इस मामले में या वितरण के इस चैनल से मिलने के लिए निवेश के लिए तो इसका मतलब है कि निर्माण परिसंपत्तियों में निवेश में निवेश मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स 20000 का निवेश करने के लिए हम 200 रु यहाँ दिखाया गया है 20000 का यह निवेश हमें उन विनिर्माण परिसंपत्तियों में करना होगा जो कि रहने वाली हैं दोनों चैनलों में एक ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और फिर अतिरिक्त क्या होने जा रहा है यहाँ निवेश यहां हम जो अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं वह निवेश के आधार पर है खातों में निवेश प्राप्य या विविध देनदार जो होने जा रहा है कि कितना है 360 में 135 की तरह कुछ होने जा रहा है कि कितने महीने 2 महीने 2 12 से अगर आपको लगता है कि यहां निवेश होने जा रहा है तो यह 8100 के रूप में बाहर काम करेगा तो कुल निवेश कितना होगा यदि आप कुल निवेश कुल निवेश का आंकड़ा लेते हैं इस मामले में होने जा रहा है 28100 सही है अब निवेश पर रिटर्न की गणना करते हैं इसका मतलब है कि यदि आप आरओआई की गणना करते हैं तो हमें आरओआई को देखने दें जो निवेश पर लौटा है कि कैसे होगा लाभ के बाद 12600 है और अन्य निवेश 28100 है इसलिए निवेश के लिए रिटर्न कंपनी कितनी है यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह 44884 के रूप में 100 से गुणा करता है यह 4484 है अगर हम बाजार में उत्पाद को अप्रत्यक्ष चैनल के माध्यम से बेचने जा रहे हैं जहां हम विनिर्माण बाजार मूल्य या शायद प्रति विक्रय मूल्य कहते हैं यूनिट 50 जैसी कुछ हो सकती है आप इसे विक्रय मूल्य के रूप में भी लिख सकते हैं तो प्रति यूनिट बिक्री मूल्य कुछ होने जा रहा है और फिर हमें करना है यह प्रति यूनिट बिक्री मूल्य 150 ट्रेड है चैनल को छूट 15 दी गई है तो कंपनी की 135 की शुद्ध कीमत कंपनी के उत्पादन की लागत जो हम ग्रहण की गई थी 100 तो प्रति यूनिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कुल आउटपुट 360 पर 35 है 12600 अब हम निवेश के बारे में बात करते हैं जब हम निवेश दो से बाहर निकलते हैं में विनिर्माण परिसंपत्ति निवेश में निवेश किए जाने की आवश्यकता है प्राप्त खाते इसलिए जब आप निवेश के साथ परिचालन लाभ की तुलना करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि द कुल निवेश जो आप यहां करने जा रहे हैं वह 28100 और परिचालन लाभ या आरओआई का है उपलब्ध 4484 है यह गणना के विश्लेषण का एक हिस्सा है फिर हम देखते हैं दूसरे चैनल का मूल्यांकन जो प्रत्यक्ष विपणन है अगर कंपनी जाती है तो अगर कंपनी जाती है तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल राइट डायरेक्टिंग मार्केटिंग चैनलफिर से प्रति यूनिट बिक्री मूल्य के लिए यह है कि रुपये कितना है सही और कम बिक्री मूल्य कितना है 150 और यहाँ अब हमें कम लागत कहा जाएगा अब लागत प्रति लागत लागत मूल्य बन जाएगी इकाई यहां लागत प्रति यूनिट है इसका मतलब है कि हम अभी उत्पादन की लागत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम हैं उस 15 रुपये के अंतर के बारे में बात करना जो पहले चल रहा था जो जा रहा था वितरण नेटवर्क अब इसे कंपनी द्वारा बनाए रखा जा रहा है इसलिए हम उस शेष राशि को मान रहे हैं कि 135 प्रति इकाई लागत है और यह 135 है इसलिए इसका मतलब है प्रति यूनिट प्रति रिटर्न अतिरिक्त 10 प्रति यूनिट है यूनिट 15 रुपये के लिए कितना रिटर्न है और कितना सकल है वापसी सकल वापसी 15 में 360 यूनिट होने जा रही है ताकि 5400 की तरह कुछ हो जाए रुपये यहाँ हम देखते हैं कि जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो हमें ए राजस्व में निवेश या आवर्ती खर्चों में भी तो यहाँ या कहें कि सकल लाभ होगा यहाँ ५४०० है लेकिन अब यहां हमें अपनी लागत बढ़ानी होगी इसलिए इस मामले में हम यहां क्या करेंगे हम कर रहे हैं विपणन ओवरहेड्स पर कुछ अतिरिक्त खर्चों को उठाना है ताकि आपको इसे घटाना पड़े कम मार्केटिंग ओवरहेड्स और यदि आप मार्केटिंग ओवरहेड्स को घटाते हैं तो कितना 3000 रुपये तो परिचालन लाभ में आपकी रिटर्न पूंजी कितनी हो जाती है संचालन लाभ संचालन कर रहा है लाभ 2400 है हम 2400 रुपये के साथ बचे हैं अब हम निवेश के हिस्से के बारे में बात करते हैं कि हम कितना निवेश करने जा रहे हैं तो हमें दें उस हिस्से के निवेश के हिस्से के बारे में बात करें और यदि आप प्रत्यक्ष चैनल के मामले में निवेश देखते हैं हम कितना निवेश कर रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं निवेश जो पहले से ही बना हुआ है वह दोनों चैनलों में आम है 20000 रुपये जो हम नहीं हैंके बारे में बातें कर रहे हैं जब हम सीधे बाजार में बेचने जा रहे हैं तो हम क्या अतिरिक्त निवेश करेंगे यहां करें और कहेंगे कि पूंजी निवेश पहली चीज पूंजी निवेश है विपणन संपत्ति कितना है निवेश हम मान रहे हैं कि हम अतिरिक्त खर्च करने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव स्टोर्स की मार्केटिंग एसेट्स बनाने के लिए 4000 रुपये और दूसरा निवेश जहां होने जा रहा है कि प्राप्य में निवेश कितना है खातों की प्राप्ति होने वाली है कि वे एक महीने से कितना नीचे आने वाले हैं दो महीने तो इसका मतलब यह है कि 150 रुपये की कीमत में 150 रुपये की बिक्री होगी यह कितना है अभी और यह 360 इकाइयों की संख्या 12 से विभाजित है इसलिए यह नीचे आ जाएगी क्योंकि यह आ जाएगी जितना 4500 रु तो इसका मतलब है कि दोनों विपणन में कुल निवेश कितना है संपत्ति और खातों में प्राप्य कुल निवेश पूरी तरह से होने जा रहा है निवेश 8500 यह यहाँ निवेश है तो अब हमें करते हैं आरओआई की गणना करें यदि आप आरओआई की गणना करते हैं तो इस मामले में हमने पाया है कि आरओआई यहां 2400 है और 8500 से 100 में विभाजित किया गया है इसलिए यह 2824 है और यह रिटर्न की नई दर है तो अब अगर यदि आप उन दो चैनलों की तुलना करते हैं जो हम प्रत्यक्ष पाते हैं तो आप केवल इस जानकारी से तुलना करते हैं विपणन कम उत्पादक है जब तक कि अप्रत्यक्ष विपणन की तुलना में लाभदायक नहीं है जहां हम आरओआई है जो कि 4484 अधिक है इसलिए मुझे लगता है कि हमें अप्रत्यक्ष मार्केटिंग के लिए जाना चाहिए लेकिन फैसला यहां नहीं होगा आगे के विश्लेषण के लिए भी जाना है उदाहरण के लिए कहें कि मैंने आपके साथ जिस महत्वपूर्ण लाभ की चर्चा की है वह प्रमुख लाभ है प्रत्यक्ष विपणन यह है कि क्रेडिट जानकारी की लागत है या आप इस बारे में बात कर सकते हैं बाजार की जानकारी के अनुसार यह लागत है जब आप क्रेडिट की लागत के बारे में बात करते हैं उस मामले में जानकारी या बाजार की जानकारी जब हम सीधे बाजार में बेचते हैं किसी भी प्रकार के बारे में ग्राहकों की आवश्यकता के बारे में कंपनी के उत्पाद के बारे में जानकारी उत्पाद डिजाइन गुणवत्ता की कीमत या ग्राहक की पसंद के किसी भी प्रकार में परिवर्तन सीधे होता है हमारे लिए उपलब्ध है हमने उस पर कुछ अतिरिक्त खर्च नहीं किया लेकिन जब हम बाजार में अप्रत्यक्ष रूप से बेचते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हम बाजार में किसी और को बेच रहे हैं और ग्राहक तीसरे स्थान पर है स्तर इसलिए जब ग्राहक कंपनी से कुछ भी संवाद करना चाहता है तो कंपनी को किसी पर या तो वितरण नेटवर्क पर निर्भर करें चूंकि वितरण नेटवर्क बेच रहा है कई कंपनियों के उत्पाद कई कंपनियों के एक ही उत्पाद तो इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद सही जानकारी किसी कंपनी तक पहुंचती है कंपनियों तक जानकारी नहीं पहुंचती है उस स्थिति में उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे कंपनियां अपने उत्पादों को बाजार में बेच रही थीं जो उनके पास अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से हैं ग्राहक की जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान करना होगा नियमित रूप से कंपनियां चलती रहती हैं उस ग्राहक सेवा या बाजार सर्वेक्षण और उनकी विशिष्ट कंपनियों का संचालन फर्म वहाँ हैं जो विपणन अनुसंधान में हैं और कंपनियां उन पर निर्भर हैं और उन्हें वांछित होने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है बाजार में सबसे अच्छे स्वीकार्य उत्पाद के रूप में उनके प्रोजेक्ट उत्पाद बनाने के लिए जानकारी तो में हमारे विश्लेषण हम कुछ बदलाव करते हैं और हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए जब वे जा रहे हैं जब हम बाजार की जानकारी के बाजार मूल्य की जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं जब आप बाजार की जानकारी की लागत के बारे में बात करें जिसमें क्रेडिट जानकारी भी शामिल है अप्रत्यक्ष विपणन के मामले में लागत 1800 रुपये सही है और प्रत्यक्ष के मामले में उस लागत का विपणन करना जो लागत 300 रुपये के नीचे आती है जो लागत अभी भी है लेकिन बहुत अधिक नहीं है इसलिए दोनों मोड में 1500 रुपये का अंतर कितना है इसका स्पष्ट अंतर है जब हम जा रहे हैं प्रत्यक्ष विपणन हम कितना पैसा बचा रहे हैं जो कि 1500 रुपये है जिसे हम बचाने जा रहे हैंपर इसलिए कंपनी के निवेश पर प्रतिफल को जोड़ना होगा इसलिए हमारे पास परिचालन लाभ का 2400 रु कितना है इसलिए इस 2400 रूपए के मामले में प्रत्यक्ष विपणन यदि आप इस 1500 में 2400 रुपये जोड़ने जा रहे हैं तो यह भी बन रहा है कितना 3900 है और यह 3900 है अब यदि आप इसकी तुलना करते हैं कि 3900 ऑपरेटिंग लाभ है 8500 के खिलाफ तो अंत में मुझे लगता है कि वापसी क्या होने जा रही है कि वापसी को पार करना है अब सीमा और यह अब 45 या 4588 या लगभग 46 होगा अब यह 4588 हो रहा है और अप्रत्यक्ष विपणन के मामले में यह 4484 था इसलिए इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर है कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग करें और निर्भर न रहें अप्रत्यक्ष विपणन लेकिन इस मामले में जब हम अप्रत्यक्ष विपणन के साथ बात कर रहे हैं तो यह रिटर्न नहीं है 4484 क्योंकि आप यहां एक बिंदु से चूक गए थे जो देखते हैं जब वे दो के माध्यम से बेच रहे हैं चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विपणन करेंगे जो यहां हो रहा है जो खातों की राशि कहते हैं प्राप्तियों हमारे पास प्रत्यक्ष विपणन के मामले में 1 महीने की बिक्री के बराबर प्राप्य खाते हैं हमारे पास है केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विपणन के मामले में 2 महीने की बिक्री के बराबर प्राप्य खाते अंतर तो इसका अर्थ है कि जब हम खातों में कितना निवेश कर रहे हैं तो यह प्राप्य है प्रत्यक्ष विपणन खातों में निवेश प्राप्य है जब हम में बना रहे हैं प्रत्यक्ष विपणन जो 4500 है इसलिए यह 4500 स्थिर है यह एक न्यूनतम निवेश है जो हम कर रहे हैं बना रही है जब हम प्रत्यक्ष विपणन से अप्रत्यक्ष विपणन की ओर बढ़ रहे हैं तो हम क्या निवेश कर रहे हैं यहाँ पर बनाना 8100 है इसलिए हम यहाँ क्या अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं हम यहां जो निवेश कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जैसे 8100 यह अप्रत्यक्ष विपणन के तहत है और प्रत्यक्ष विपणन के तहत हम कितना खर्च कर रहे थे यह खातों की लागत है प्राप्य खाते में निवेश योग्य है प्राप्य 4500 सही है इसलिए अंतर यह है कि इस अतिरिक्त निवेश का काम है जो हम कर रहे हैं यहां यह है कि 45 4500 में से हम पहले से ही प्रत्यक्ष विपणन के तहत निवेश कर रहे हैं यह है इस निवेश में प्राप्य खातों में निवेश होता है इस मामले के तहत यहां निवेश 8100 है इसलिए इसका मतलब है कि अगर यह न्यूनतम है जो हम यहां बनाने जा रहे हैं हमारे द्वारा किए जा रहे खातों की प्राप्ति में अतिरिक्त निवेश कितना है अतिरिक्त प्राप्य खातों में निवेश हम कर रहे हैं और यह कहा जाता है 00 और फिर 5 11 5 6 है और फिर 7 है 4 3600 है तो इसका मतलब है कि जानकारी निवेश जो हम खाते में प्राप्त कर रहे हैं वह यहां अतिरिक्त है निवेश जो हम यहां प्राप्य कर रहे हैं वह केवल 3600 है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ हम यह है कि अगर हम 28100 से घटाना है और फिर यह हमारे में घटाना होगा निवेश प्राप्य खातों में कितना निवेश है इसके बारे में हमें केवल बात करनी चाहिए अतिरिक्त निवेश जो 3600 है इसलिए यह 3600 है इसलिए इसका मतलब है कि हम यहां जो अंतर बना रहे हैं 4500 है तो कुल निवेश जो हम यहाँ कर रहे हैं वह है 28000 3600 अगर हम इस राशि की गणना करें यह बाहर काम करेगा के रूप में यह कितना काम करेगा 00 के रूप में तो यह 5 है तो यह 4 है तो यह होगा 24500 के रूप में काम करें यह 20000 नहीं है लेकिन यह 24500 है तो इसका मतलब है कि हम कितना अतिरिक्त निवेश करेंगेयहाँ बना रहे हैं हम उसके लिए नहीं गिने जाते हैं इसलिए अंतिम निवेश यह होगा कि हमने यहां कहा है निवेश हम विनिर्माण परिसंपत्ति में कर रहे हैं 20000 और खातों में निवेश प्राप्य 8100 सही है लेकिन यह 8100 अतिरिक्त निवेश नहीं है क्योंकि 4500 पहले से ही पहले से बना हुआ है हम यहां जो अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं उसका विश्लेषण यह है कि यह इसे इतना नहीं बल्कि कहेगा केवल 3600 में इसके अतिरिक्त निवेश हम कर रहे हैं ताकि यह राशि कितनी हो जाए राशि 23600 हो जाती है यह राशि 23600 है यदि आप अब तुलना करते हैं कि आपका परिचालन लाभ क्या है यह वही 12600 है और आपका निवेश 23600 पर आ गया है तो इसका मतलब है कि अब क्या है परिवर्तित लाभ जो कि 5339 है और अगर आप इस रिटर्न की तुलना डायरेक्ट मार्केटिंग से मिलने वाले रिटर्न से करते हैं प्रत्यक्ष विपणन इतना था कि हमारे द्वारा गणना की गई प्रत्यक्ष विपणन से वापस कर दिया गया है 4588 और यहाँ पर यदि आप गणना करते हैं तो यह 5339 है इसका मतलब है कि हम अप्रत्यक्ष कह सकते हैं कई कारणों से प्रत्यक्ष विपणन की तुलना में विपणन बहुत बेहतर है आप विपणन परिसंपत्तियों में कोई निवेश करने के लिए नहीं हैं इस 4000 को बचाने में सक्षम होंगे रुपये हम ऐसा निवेश नहीं करने जा रहे हैं जिस पर हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा मार्केटिंग ओवरहेड्स हम इस 3000 रुपये सही बचा सकते हैं जब हम खातों के बारे में बात कर रहे हैं प्राप्य स्तर भी प्रत्यक्ष विपणन के तहत भी प्राप्य स्तर 4500 रुपये है और इस मामले में अप्रत्यक्ष विपणन में जब आप बात करते हैं तो हम कोई अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं उत्पाद को चैनल में पास करने के लिए निवेश और हम कितना निवेश कर रहे हैं खातों को प्राप्य है कि खातों में अतिरिक्त निवेश हम 3600 कर रहे हैं रुपए ही और अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो विनिर्माण परिसंपत्ति में 20000 और अतिरिक्त निवेश में है यह 3600 है इसलिए इसका मतलब है कि हम जो कुल निवेश कर रहे हैं वह 23600 है और इसमें से अगर आप तुलना करते हैं रिटर्न कि वापसी 5339 के रूप में काम करता है तो इसका मतलब है कि हमने यहां देखा है कि जैसा वह था उम्मीद है कि प्रत्यक्ष की तुलना में अप्रत्यक्ष विपणन से बहुत बेहतर परिणाम हैं विपणन इसलिए हमें उस प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष विपणन पर अधिक निर्भर होना चाहिए अप्रत्यक्ष विपणन के कई अन्य लाभों के कारण विपणन क्योंकि यहाँ यह महत्वपूर्ण है प्रमुख यह है कि हम एक विपणन के रूप में निर्माण कर रहे हैं संपत्ति हालांकि हमने इसे 4000 मान लिया है लेकिन यह 4 करोड़ हो सकता है या 400 करोड़ कुछ भी कह सकता है जब हम अपने विपणन नेटवर्क को हमारे विपणन वितरण चैनलों का निर्माण किया कल अगर बाजार परिवर्तन आप बाजार में बिक्री खोने वाली कंपनी हैं कंपनी बाजार से बाहर चली जाती है हाल ही में देखा गया रीबॉक ब्रांड नहीं है जो अस्तित्व में नहीं है तो आप सोच सकते हैं उन दुकानों के बारे में जो रीबॉक के भागीदारों के रीबॉक द्वारा बनाए गए थे अब इसमें क्या हर्ज है जिससे समस्या पैदा हो सकती है हमने मार्केटिंग में निवेश किया है संपत्ति लेकिन उन विपणन परिसंपत्तियों में विपणन परिसंपत्तियां बेकार हो रही हैं उस मामले में यह अप्रत्यक्ष विपणन के तहत कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या होगी केवल इस तरह का कोई जोखिम नहीं है चैनलों के माध्यम से बाजार में निर्माण और बिक्री तो की समस्या है जानकारी लेकिन वह जानकारी किसी अन्य स्रोतों से भी एकत्र की जा सकती है और वहां है एक अन्य बिंदु यह है कि जब हम अप्रत्यक्ष चैनल के माध्यम से बेच रहे हैं तो हमारे प्राप्य या निवेश में खातों की प्राप्ति बढ़ जाती है लेकिन इसका ध्यान कई अन्य साधनों द्वारा भी रखा जा सकता है क्योंकि प्रत्यक्ष विपणन में भी कुछ निवेश हमें प्राप्य में करना होगा इसलिए हम यह पता लगा सकते हैं कि अंदर बेचना कितना बेहतर है सीधे बाजार में उन्हें सीधे बाजार में आदेश कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ समय है अप्रत्यक्ष विपणन के मामले में एक नकारात्मक हिस्सा माना जाता है कि जब हम बेचने के लिए जाते हैं हमारे उत्पाद को अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में वितरित करना कंपनी की नियति वितरण चैनलों के हाथों में बंद है नियति कंपनी है वितरण चैनलों में वितरण चैनलों के हाथों में बंद कंपनी का समर्थन करना चाहते हैं वे कंपनी का समर्थन कर सकते हैं यदि वे कंपनी का समर्थन नहीं करना चाहते हैं तो एक समस्या है कभी कभी कई बार हमने देखा होगा कि जब कंपनियां इंसेंटिव देती हैं चैनल वितरण चैनल और जब ग्राहक खुदरा विक्रेताओं के पास आते हैं तो शायद पहला चैनल होता है जो सीधे संबंधित होता है ग्राहकों हमने देखा है या हम कई बार अनुभव कर सकते हैं जो हमारी जगह बनाते हैं जब आप बाजार में या दुकान पर या रिटेलर के पास जाते हैं तो हम अपना दिमाग बना लेते हैं इस कंपनी के इस विशेष उत्पाद द्वारा लेकिन जब हम स्टोर रिटेलर के पास पहुंचते हैं दुकान के मालिक या उनके सेल्समैन की दुकानदार ने आपके दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया और कहते हैं कि अन्य उत्पादों के गुणों में बहुत खाते हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं उस उत्पाद के विरुद्ध ग्राहक को बेचें या पास करें जो आपने पहले ही अपने मन में तय कर लिया है खरीदना इसलिए उन कारणों की वजह से उन कारकों के कारण ग्राहक प्राथमिकताएं खरीदते हैं बदल गया है और अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में यह रिटेलर या स्टोर के हाथों में है मालिक या उसका विक्रय बल जो कंपनियां उत्पाद पेश करती हैं वे प्रचार कर सकते हैं और जो कंपनी का उत्पाद वे प्रचार नहीं करना चाहते हैं या वे प्रचार नहीं कर सकते हैं इसलिए इस तरह की परिस्थितियां होने वाली हैं इसलिए कंपनियां इन स्थितियों को भी संभालती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना थोक विक्रेताओं को खुदरा विक्रेताओं ताकि वे ग्राहकों को प्रेरित करें या उनके चैनल प्रेरित रहें ताकि वे कर सकें आमतौर पर होने वाली कंपनियों की बिक्री को अधिकतम करें और जब आप प्रत्यक्ष विपणन और अप्रत्यक्ष विपणन के बारे में बात करते हैं तो दूसरे नंबर हैं मन में विचार की जाने वाली बातें भी एक बात यह है कि उदाहरण के लिए कहें तो कंपनियां हैं बाजार में सीधे बेचना हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां हम यहां एक स्थिति मान लेते हैं उदाहरण के लिए 4 निर्माता सही हैं और बाजार में 4 ग्राहक हैं इन निर्माताओं को इस मामले में अपने उत्पादों को बाजार में 4 ग्राहकों को बेचना होगा हो जाएगा संपर्कों की संख्या अनुबंध अनुक्रम के लिए संपर्कों की संख्या कितनी होगी कितना होगा कि 4 में 4 है कि 16 संपर्क है बनाए रखा जाएगा वे 16 हो गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेकिन यह आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्हें हमें 16 कॉन्टैक्ट्स बनाए रखने होंगे दिखाई दे रहा है क्योंकि दिखाई देगा क्योंकि व्यक्तिगत निर्माता सभी चार निर्माताओं के लिए अलग अलग जाना था ग्राहक 4 कंपनियों को 4 ग्राहक के पास जाना होगा इसका मतलब है कि 16 संपर्क उत्पन्न होंगे लेकिन के लिए उदाहरण यह 4 निर्माता बाजार में एक वितरक या खुदरा विक्रेता के माध्यम से बेचते हैं तो क्याक्या होगा वे सभी 4 कंपनियां अपने उत्पाद को एक वितरक और सभी 4 को बेचती हैं ग्राहक वे एक वितरक के पास भी जा सकते हैं तो इस मामले में संपर्कों की संख्या 4 4 होगी जो 8 है इसलिए यह फिर से सरलीकरण है बिक्री प्रक्रिया ग्राहक तक पहुँचती है और बाज़ार में अपना उत्पाद बेचती है बहुत सकारात्मक बिंदु यह महत्वपूर्ण है या अप्रत्यक्ष विपणन का प्रमुख लाभ है लागत पर गंभीर प्राप्त करना यदि आप पाठ्यक्रम पर गंभीर रूप से बच गए हैं तो यदि आप हैं बाजार में अप्रत्यक्ष रूप से बेचने के लिए और एक पूर्ण स्टोर को बनाए रखने के बजाय यदि आप मौजूदा वितरण चैनलों की मदद से सीधे बिक्री करने में सक्षम हैं उत्पादन वितरण और विपणन गंभीरता से और जब किसी उत्पाद की लागत में कमी आती है गंभीरता से कीमत पर भी आता है और उस कम कीमत या कम कीमत का लाभ उपभोक्ताओं के लिए पारित किया जा सकता है और जब आप उत्पाद की कीमत पर उसी तरह कम कर दिया उत्पाद की कम कीमत फिर अन्य कंपनियों के उत्पादों के प्रति कंपनी के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती है कई बार आप देखेंगे कि अगर आप नाइके के जूते खरीदना चाहते हैं और अगर आप कंपनी के रिटेल आउटलेट पर जाते हैं सभी आउटलेट विशेष कंपनी के स्वामित्व वाले आउटलेट अनन्य स्टोर आपको लगता है कि उत्पाद महंगा है जूते महंगे हैं लेकिन जब आप एक ही नाइके के जूते एक दुकान से खरीदना चाहते हैं जो कई कंपनियों के उत्पाद अलग अलग कंपनियां हैं वहाँ आप पाएंगे कि उत्पाद उतना ही कम दर पर है और निश्चित रूप से वहाँ होगा कीमत में अंतर इसलिए है क्योंकि उस मामले में विपणन या वितरण का ओवरहेड्स है चैनल विभिन्न कंपनियों और उनके उत्पादों को वितरित कह रहे हैं अगर वहाँ है विशेष स्टोर तब पूरे स्टोर को ग्राहक से वसूल करना होता है इसलिए यह है बड़ा अंतर और फिर आप अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं जो होता है वह आपके प्राप्य को कम कर देगा क्षमा प्राप्तियों के प्राप्य में निवेश बढ़ेगा लेकिन इतने सारे होंगे अन्य लाभ जो निश्चित रूप से स्मार्ट होंगे या खातों की प्राप्ति में निवेश को आगे बढ़ाएंगे और अगर किसी कंपनी का उत्पाद उत्कृष्ट है और यह उस मामले में भी बहुत ही उचित मूल्य पर है अप्रत्यक्ष विपणन भी खातों प्राप्य स्तर नीचे लाया जा सकता है इसलिए अंततः हम यहां निष्कर्ष निकालते हैं कि प्राप्य खाते बड़े पैमाने पर चयन से प्रभावित होते हैं वितरण के चैनल और कंपनी को यह बहुत सावधानी से तय करना चाहिए कि किस चैनल का है वितरण को उन्हें अपनाना चाहिए या उन्हें उपयोग करना चाहिए और उन्हें बाजार में उत्पाद बेचना चाहिए वितरण के किस चैनल के माध्यम से गिरने या पालने से इसलिए मैं यहाँ रुका और फिर आगे आने वाली कक्षाओं में हम प्राप्तियों पर चर्चा करेंगे